स्वागत हे हम जैव संरचना और सेल संरचना और उनके संबंध पर चर्चा कर रहे हैं हमारी अपनी कहानियां हैं जिनके माध्यम से हम इन चीजों को उठाते हैंहमारे पास कुछ है अब तक की कहानियाँ अब तक की कहानी के मुख्य संदेश यह हैं कि हैं सूक्ष्मजीवों को विभिन्न विभिन्न डोमेन में वर्गीकृत किया जा सकता है प्रमुख बायोमोलेकुलस मैं इसका उल्लेख करता रहता हूं हालांकि मैंने आपको अब तक सब कुछ नहीं बताया है प्रमुख बायोमोलेक्यूल्स चार हैं हमने पहली बार लिपिड देखे जो पानी के अघुलनशील पदार्थ हैं कार्बनिक सॉल्वैंट्स में घुलनशील हैं यथोचित अस्पष्ट परिभाषा लेकिन यह वही है हमने कुछ देखा इसके उदाहरण हैं और फिर हमने यह भी कहा कि लिपिड का एक महत्वपूर्ण घटक है झिल्ली कोशिका झिल्ली की कोशिका झिल्ली एक महत्वपूर्ण कोशिका लिफाफा हैकुछ सेल केवल एक कोशिका झिल्ली है जो पर्यावरण से खुद को अलग करती है कुछ कोशिकाओं में है एक कोशिका झिल्ली और उसके ऊपर एक कोशिका भित्ति भी और शायद अन्य परतें हैं कि हम अभी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं चलो उस में नहीं मिलता है लिपिड की प्रकृति ही लिपिड के लिए लिपिड bilayers के रूप में कार्य करना संभव बनाती है और इसलिए सेल और उनके परिवेश के बीच प्रभावी लिफाफे के रूप में कार्य करने के लिए मैं शायद संक्षेप में उल्लेख किया है कि पहले से गुजरने में मुझे इसके बारे में थोड़ी बात करनी चाहिए और फिर आगे जाना चाहिए यदि आप लिपिड को खुद को झिल्ली में व्यवस्थित करने के तरीके को देखते हैं तो चलिए यहाँ एक बेहतर तस्वीर हो सकती हैलिपिड बिलीयर हैं यह जल अपघट्य है यह पानी इंट्रासेल्युलर है है ना और यह झिल्ली तीन में आयाम अंतरकोशिकीय कोश को अलग करता है यदि आप के उन्मुखीकरण को देखते हैं यहाँ लिपिड हाइड्रोफिलिक सिर स्वाभाविक रूप से पानी की ओर उन्मुख होते हैं क्योंकि हाइड्रोफिलिक का अर्थ है पानी से प्यार करना और वे पानी की ओर उन्मुख होना चाहेंगे तथा हाइड्रोफोबिक जैसे पसंद करते हैं इसलिए वे एक दूसरे की ओर और अपने स्वभाव से उन्मुख होते हैं यहाँ एक हाइड्रोफिलिक परत है यहाँ एक हाइड्रोफोबिक कोर है और एक हाइड्रोफिलिक परत है यहाँ कोशिकी भागों से इंट्रासेल्युलर को अलग करना और यह बिलीयर आत्म इकट्ठा कर सकता है किसी को भी इनको इकट्ठा करने के लिए किसी ऊर्जा में डालने की जरूरत नहीं है उनके अणुओं की प्रकृति द्वारा परतें यहाँ पानी है यहाँ पानी है और इसलिए पानी प्यार भागों पानी की ओर उन्मुख होगा और पानी नफरत भागों हाइड्रोफोबिक भागों यह यहाँ हाइड्रोफोबिक है हाइड्रोफोबिक भाग यहाँ एक साथ आएगा अगर हम इसके बारे में सोचते हैं यह अपने परिवेश से कोशिका के लिए एक प्रभावी अवरोध बनाता है पदार्थ बहुत आसानी से नहीं हो सकते झिल्ली से गुजरनाअणु बहुत आसानी से झिल्ली से नहीं गुजर सकते हैं झिल्ली की प्रकृति के कारण यहां आपको वाटर लविंग वाटर लविंग है तो ठीक है लेकिन जब पानी प्यार अणु यहाँ आता है यह एक पानी से नफरत कोर और के माध्यम से पारित दर से गुजरने की जरूरत है झिल्ली को काफी धीमा कर दिया जाएगा एक विशिष्ट कोशिका में वास्तव में प्रोटीन होते हैं तुम्हें पता है कोशिका झिल्ली इन लिपिड और प्रोटीन के द्रव मोज़ेक है उनमें से कुछ प्रोटीन वास्तव में पदार्थों को बाहर से अंदर तक स्थानांतरित करने के लिए कार्य करता है ग्लूकोज जाता है इस तरह के कुछ प्रोटीन और कई अन्य के माध्यम से कोशिका के अंदर कोशिका के बाहर से चीजों में ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो ऐसे पदार्थों को बाहर से स्थानांतरित करना संभव बनाते हैं सेल उचित दरों पर सेल के अंदर करने के लिए तो इन अणुओं की प्रकृति से वे बाहरी घटकों के लिए प्रभावी बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं और वे कोशिका की रक्षा करते हैं तो यह महत्वपूर्ण संरचना फ़ंक्शन संबंधों में से एक है लिपिड की तुलना में हमने पहले ही देखा है कि प्रोटीन अमीनो एसिड अमीनो एसिड के पॉलिमर प्रोटीन होते हैं और वे कोशिका में महत्वपूर्ण बायोमोलेक्यूल्स का एक बड़ा वर्ग होते हैं और ए संरचना कार्य संबंध जिनमें से एक हमने देखा है अमीनो एसिड की बहुत प्रकृति और प्रोटीन में अमीनो एसिड के पोलीमराइजेशन द्वारा प्रोटीन समूह के विभिन्न भाग उस ओर समूह के आधार पर आकर्षित होंगे वहाँ और पानी के साथ उनकी बातचीत ये सभी संयुक्त वहाँ बातचीत हो सकती है अणुओं के बीच जो श्रृंखला के विभिन्न भागों पर होते हैं उसके कारण प्रोटीन अणु सिलवटों और उचित तह के कारण प्रोटीन अणु एक के रूप में कार्य करने में सक्षम है एंजाइम या यहां तक कि अपने अन्य कार्यों गैर एंजाइमेटिक कार्यों और इतने पर इसलिए द्वारा अमीनो एसिड के पॉलिमर की बहुत प्रकृति वे अपने कार्य करते हैं और अगर हेमोग्लोबिन श्रृंखला के उपयुक्त तह हीमोग्लोबिन प्रोटीन की ओर जाता है जब यह ठीक से तह करता है तो यह ऑक्सीजन ले जाने में सक्षम होता है और लाल रक्त कोशिकाएं अच्छी लगती हैं और इस डिस्क के आकार की संरचना की तरह साफ जबकि अगर छठे स्थान पर ग्लूटामिक एसिड मिलता है किसी कारण से वैलिन में बदल गया तो संरचना पूरी तरह से उचित अभिविन्यास से बाहर चली जाती है और यह अब ऑक्सीजन को ठीक से ले जाने में सक्षम नहीं है न कि यह केवल लाल रंग का आकार बनाता है रक्त कोशिकाएं सिकल के आकार की होती हैं और हमें इसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया हो जाता है इसलिए इन अणुओं के बीच एक अच्छा संरचना कार्य संबंध है हमारे पास अभी तक है देखा लिपिड कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट के रूप में आप जानते हैं कि चयापचय में मध्यवर्ती हैं वे एक बड़े ऊर्जा भंडार और इतने पर हैं हम उस पर कुछ विस्तार से बाद में देखेंगे व्याख्यान दिए और फिर निश्चित रूप से प्रोटीन जो हैं जो बहुत सारे अलग अलग कार्य करते हैं कोशिका में संरचना की प्रकृति के कारण ये कहने के बाद कि मुझे लगता है कि पिछली कक्षा में हम यहां संरचना कार्य संबंध बंद कर चुके हैं आइये इस व्याख्यान में यहाँ से आगे की बातें लेते हैं आइए ठीक है हम अब एक पक्ष लेंगे ठीक है हम अभी भी दही बनाने की प्रमुख कहानी में हैं हम अलग अलग प्रश्न पूछ रहे हैं और उन्हें जवाब देने की कोशिश की जा रही है उन्हें जवाब देने के एक भाग के रूप में हम बहुत ही मौलिक को उजागर कर रहे हैं जीव विज्ञान जैविक अणुओं और इतने पर के पहलू अब हमारे पक्ष की कहानी फिर से ग्लाइकोलिसिस है आप जानते हैं हम जानते हैं कि ग्लूकोज जा रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट आदि के माध्यम से पाइरूवेट को आगे कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस प्रतिक्रियाओं का ये समूह और दही का गठन एसिड के कारण हुआ लैक्टिक एसिड जो पाइरूवेट से कुछ चरणों के माध्यम से उत्पन्न होता है में जारी हो जाता है मध्यम और पीएच हम हम उस और को प्राप्त करेंगे और यह दही के गठन का कारण बनता है है ना अगर हम इस ग्लाइकोलाइसिस को देखें तो ग्लाइकोलाइसिस पर ध्यान दें ये सभी कार्बोहाइड्रेट हैं ठीक है तथापि एक कार्बोहाइड्रेट से दूसरे में रूपांतरण ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट 6 फॉस्फेट और इतने पर फ्रुक्टोज प्रत्येक चरण इस तथाकथित चयापचय का है मार्ग ग्लाइकोलाइसिस एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होता है ठीक है इनमें से प्रत्येक चरण में संभव बनाया गया है कोशिका के तापमान को एंजाइम नामक एक उत्प्रेरक और ऐसे सभी एंजाइमों के कारण हम प्रोटीन से संबंधित हैं सेल में अन्य अणु होते हैं जिनमें आरएनए जैसे एंजाइमेटिक गतिविधियां होती हैं हम करेंगे उस समय के लिए अलग रखें हम सेल के अधिकांश एंजाइमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे ग्लाइकोलाइसिस की शर्तें चयापचय पथ के संदर्भ में और वे सभी प्रोटीन हैं प्रोटीन हर कोशिका में बड़ी भूमिका निभाते हैं और वे मानव शरीर के विभिन्न कार्यों को करते हैं संभव है ठीक है मैं चाहूंगा कि आप इस विशेष वीडियो को देखें यदि आप यहां की संख्या को देखते हैं यह संख्या 14 है मानव शरीर में एंजाइमों की भूमिका यह अच्छा है चलो 3 से 4 मिनट का वीडियो कहते हैं मुझे लगता है यदि आप देखते हैं कि आपको एक विचार मिलेगा मानव कोशिका और विभिन्न मानव में कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार के एंजाइमों के रूप में कोशिकाओं को मानव शरीर के रूप में एक साथ रखा जाता है और मनुष्य क्यों वे क्या करते हैं जैव रासायनिक है आधार सभी दिया गया है सभी एंजाइमों के कारण संभव बनाया गया है जैव रासायनिक आधार है एंजाइमों तो कृपया इस वीडियो को देखें आइए हम इन एंजाइमों के बारे में थोड़ी बात करते हैं जो विशेष प्रोटीन या एक प्रोटीन वर्ग हैं एंजाइम उनकी क्रिया में अत्यधिक विशिष्ट हो सकते हैं और यही इसकी शक्ति देता है उदाहरण के लिए वे ऑप्टिकल आइसोमर्स के बीच अंतर कर सकते हैं और केवल एक ही प्रकार पर कार्य कर सकते हैं ऑप्टिकल आइसोमर ठीक है एंजाइम हेक्सोकिनेस यह एंजाइम का नाम है यह केवल कार्य कर सकता है पर प्लस ग्लूकोज और नहीं माइनस ग्लूकोज पर आप जानते हैं डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज डेक्सट्रो रोटरी रोटरी लेवो रोटरी डेक्स्ट्रो रोटरी लेवो रोटरी इत्यादि हेक्सोकाइनेज इन दोनों के बीच अंतर कर सकता है यह केवल प्लस ग्लूकोज पर कार्य करेगा ग्लूकोज पर कार्रवाई नहीं माइनस यह वह विशिष्ट हो सकता है और वैसे प्रकृति में सेल में डी कार्बोहाइड्रेट और एल एमिनो एसिड स्वाभाविक रूप से होते हैं तो एल कार्बोहाइड्रेट और डी एमिनो एसिड स्वाभाविक नहीं हैं आमतौर पर ठीक है हमेशा अपवाद होते हैं आमतौर पर आप विचार कर सकते हैं यह इसलिए वे अपनी कार्रवाई में बहुत विशिष्ट हैं वे उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं आप सभी जानते हैं कि उत्प्रेरक क्या करता है यह प्रतिक्रिया की गति को तेज करता है उस तापमान पर कई गुना दबाव की स्थिति और जिससे प्रतिक्रिया संभव हो जाती है यहाँ कहते हैं वे सक्रियण ऊर्जा को कम करके प्रतिक्रियाओं की गति को कई गुना बढ़ा देते हैं उत्पादों के लिए अभिकारकों के रूपांतरण के लिए आप सभी को प्रतिक्रिया समन्वय याद हो सकता है यहाँ ऊर्जा यहाँ समन्वयित करती है अभिकारक यहाँ हैं उत्पाद यहाँ कम हैं ऊर्जा स्तर एक सक्रियण ऊर्जा है जिसे ऐसा करने के लिए पार करने की आवश्यकता होती है एंजाइम केवल सक्रियण ऊर्जा को नीचे लाते हैं जैसा कोई उत्प्रेरक करता है के सभी एंजाइम हमारे लिए प्रासंगिकता प्रोटीन है और कुछ एंजाइमों को एक कोफ़ेक्टर नामक कुछ की आवश्यकता होती है जैसे धातु आयनों या उनकी कार्रवाई के लिए कोएंजाइम कहा जाता है आपके पास एक एपो एंजाइम है जो है प्रोटीनयुक्त भाग और जिस पर आप एक कोफ़ेक्टर धातु आयन या कोएंजाइम जोड़ते हैं जैसे वे हैं पूरे एंजाइम देने के लिए कहा जाता है बस यह जानकारी के रूप में दिमाग में है इसलिए एंजाइम हो सकते हैं इन cofactors की अनुपस्थिति में सक्रिय नहीं होना चाहिए जो सिर्फ एक धातु आयन हो सकता है - मैंगनीज आयन यह वीडियो यह वैकल्पिक रूप से स्पष्ट है यह आपको छह प्रकार के एंजाइम देता है छह प्रकार के एंजाइमों को एक मानकीकृत फैशन में वर्गीकृत किया गया है आप चाहें तो इस पर एक नज़र डाल सकते हैं यह बहुत विस्तार से है यदि आप वास्तव में रुचि रखते हैं तो आप जा सकते हैं और इस पर एक नज़र डाल सकते हैं जब आप एक एंजाइम है एक उत्प्रेरक यह प्रतिक्रियाओं को गति देता है प्रतिक्रियाओं को संभव बनाता है सेल बनाता है सेल के तापमान के दबाव पर प्रतिक्रिया संभव है जो बहुत मध्यम है है ना किस तरह क्या हम एंजाइम की गतिविधि को निर्धारित करते हैं ठीक है यदि आप इसके साथ कुछ और करना चाहते हैं तो इसका परिमाणीकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है ठीक है जानकारी जानना ठीक है फिर हमें जानकारी को निर्धारित करने के साधन खोजने होंगे जो बेहतर विश्लेषण और बेहतर हेरफेर एप्लिकेशन को आगे बढ़ाता है और इसी तरह आगे बढ़ता है यही कारण है कि के क्यों परिमाणीकरण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इंजीनियरों के रूप में आप में से कुछ को यह पता होगा पहले से ही मैंने सोचा था कि मैं इसे स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर दूँगा शुद्ध एंजाइमों की गतिविधि को एक टर्नओवर नंबर नामक चीज़ द्वारा निर्धारित किया जा सकता है टर्नओवर नंबर को परिभाषित किया जाता है कि शुद्ध सब्सट्रेट के अणु प्रति उत्प्रेरक साइट प्रति समय प्रतिक्रिया करते हैं ठीक है जिस तरह से एंजाइम क्रिया हम में आती है वह त्रि आयामी के कारण थी तह त्रि आयामी तह जेब बनाता है जो सब्सट्रेट के लिए बहुत विशिष्ट हैं अणु या प्रतिक्रियाशील अणु अभिकारक अभिकारक आता है और वहां बैठता है और फिर यह विभिन्न उत्पादों द्वारा एक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है इसका मतलब है और यह एंजाइम भाग में गुना करने के लिए सब्सट्रेट अणु का उपयुक्त फिट है एंजाइम है कि यह संभव बनाता है ठीक है तो यह शुद्ध सब्सट्रेट संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है नेट सब्सट्रेट अणुओं प्रति समय उत्प्रेरक साइट प्रति प्रतिक्रिया की ठीक है लेकिन यह मुश्किल है नियमित रूप से प्रति समय उत्प्रेरक साइट पर प्रतिक्रिया करने वाले अणुओं की संख्या का पता लगाएं जांच और इसलिए यह शायद ही कभी सबसे अनुसंधान में उपयोग किया जाता है ठीक है हममें से कोई भी उपयोग नहीं करता है कारोबार संख्या जब हम एंजाइमों की गतिविधि की बात करते हैं खासकर जब हम उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं एंजाइमों उद्योग में उपयोग किए जाने वाले अधिकांश एंजाइम शुद्ध नहीं होते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी गतिविधि है गतिविधि की इकाइयों के संदर्भ में व्यक्त किया गया है है ना और यह एक कारण है कि हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं टर्नओवर संख्या को देखें क्योंकि टर्नओवर को मापने के लिए आपको अत्यधिक शुद्ध एंजाइमों की आवश्यकता होती है संख्या जो स्वयं बहुत सीधी नहीं है और उसके शीर्ष पर आप नियमित हैं एंजाइम बहुत शुद्ध नहीं हैं ठीक है इसलिए हम गतिविधि की कुछ इकाइयों के लिए व्यवस्थित होते हैं इकाइयों गतिविधि की एक इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है एंजाइम की मात्रा जो एक निश्चित सेट के तहत एक निश्चित मात्रा में उत्प्रेरक गतिविधि देती है उस विशेष एंजाइम के लिए स्थितियां ठीक है यह अत्यधिक परिवर्तनशील है और केवल उसी के लिए लागू है विशेष रूप से एंजाइम ठीक है और लोगों ने इस पर सहमति जताई यह इस तरह से सही है अभी उदाहरण के लिए ग्लूकोमाइलेज की एक इकाई गतिविधि एंजाइम की मात्रा है जो 4 लिंटनर स्टार्च में 1 माइक्रो मोल एंजाइम 1 प्रति मिनट ग्लूकोज का उत्पादन करता है पीएच 45 और 60 डिग्री सेल्सियस पर समाधान ठीक है यह यह उतना ही विशिष्ट हो सकता हैएंजाइम की मात्रा जो पीएच 45 पर एक 4 लिंटनर स्टार्च समाधान में प्रति मिनट 1 producesmol ग्लूकोज का उत्पादन करता है 60 डिग्री सी तो यह वह है जो हम एंजाइम की गतिविधि को निर्धारित करने के लिए उपयोग करते हैं एंजाइम किस गति से कार्य करते हैं यह जानना महत्वपूर्ण है कैनेटीक्स को जानना महत्वपूर्ण है विशेष रूप से डिजाइन के लिए मान लीजिए कि हम एक एंजाइम रिएक्टर को एक एंजाइमेटिक बाहर करने के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं प्रतिक्रिया हमें यह जानने की आवश्यकता है कि बैच प्रकार होने पर प्रतिक्रिया के लिए कितनी देर तक प्रतीक्षा करनी चाहिए प्रणाली की या यहां तक कि अगर यह प्रवाह की दर और इतने पर के डिजाइन के लिए एक निरंतर प्रकार की प्रणाली है इसलिए हमें कैनेटीक्स को जानना होगा तो आइए हम एक साधारण कैनेटीक्स सरल एंजाइम को देखें कैनेटीक्स बहुत अलग प्रकार के कैनेटीक्स हैं जो हैं जो एंजाइम को नियंत्रित करते हैं कार्रवाईहम सिर्फ एक को देखेंगे उदाहरण के लिए ठीक है यह मॉडल इस प्रकार हैएंजाइम प्रतिवर्ती रूप से सब्सट्रेट के साथ प्रतिक्रिया करता है कि क्या है एंजाइम सब्सट्रेट परिसर कहा जाता है ठीक है यहाँ एक प्रतिवर्ती प्रतिक्रिया है आगे वहाँ यहाँ एक प्रतिक्रिया है यहाँ एक पिछड़ी हुई प्रतिक्रिया है निश्चित रूप से एक संतुलन है समय और एंजाइम प्लस सब्सट्रेट आपको एंजाइम सब्सट्रेट परिसर देता है और इस अपरिवर्तनीय रूप से एंजाइम अणु को वापस देने के लिए जाता है और सब्सट्रेट से उत्पाद ठीक है इस मॉडल को माइकलिस मेंटेन मॉडल कहा जाता है और यह संदर्भ में सबसे सरल मॉडल है एंजाइम कैनेटीक्स यदि हम इस मॉडल और सामग्री संतुलन के विचारों का उपयोग करके दरों को ठीक करते हैं तो ठीक है यह एक है उचित व्युत्पत्ति लगभग दो पृष्ठ लंबी और यदि हम साजिश यदि हम देखें कि भिन्नता कैसी है सब्सट्रेट एकाग्रता के साथ सब्सट्रेट के साथ प्रतिक्रिया की दर की भिन्नता एकाग्रता यह कुछ इस तरह होगा यह एक आयताकार हाइपरबोला है ठीक है यह है यहाँ यथोचित रैखिक तो यह इस तरह से जाता है और asymptotically एक Vm कहलाता है VMAX गणितीय रूप से इस तरह के व्यवहार को V VmS Km S के रूप में दर्शाया जा सकता है इस तरह एक सूत्रीकरण इस व्यवहार को प्राप्त करेगा तो VmS Km S एक अच्छी दर अभिव्यक्ति है एक एंजाइम कैनेटीक्स के लिए पहले सन्निकटन के रूप में चुन सकता है ठीक है यह निश्चित रूप से पहली बार है सन्निकटन इसे माइकलिस मेंटन मॉडल कहा जाता है अब जब सब्सट्रेट की सांद्रता Km के बराबर हो जाती है तो देखते हैं कि यह क्या होता है अभिव्यक्ति सही यदि यह Km V VmS Km S के बराबर हो जाता है तो Km S है तो चलिए स्थान के लिए स्थानापन्न S इसलिए आपको V VmS S S मिलता है आपको V Vm 2 मिलता है इसका क्या मतलब है रेखांकन S के बराबर में जो V आपको मिल रहा है वह Vm 2 होगा तो किमी को सब्सट्रेट एकाग्रता कहा जाता है जो प्रतिक्रिया की आधी अधिकतम दर देता है दायां और किमी माइकलिस मेंटन स्थिरांक है तो यह जानने के लिए एक अच्छी अभिव्यक्ति है पहला एंजाइम कैनेटीक्स के लिए पता करने के लिए सन्निकटन और यह कई अलग अलग तरीकों से उपयोगी है मैं बस एक का उल्लेख किया पता लगाने के लिए Vm और Km जैसा कि आप महसूस कर सकते हैं Vm और Km के एंजाइम पर निर्भर करेगा सब्सट्रेट और प्रत्येक संयोजन के लिए एक Vm और एक किमी होगा तो आप इसे कैसे खोजेंगे बाहर आप कैसे इन मॉडल मापदंडों को यहाँ Vm और Km पर पाते हैं यह जानने के लिए कि हम क्या हैं कुछ इस तरह से है एक चीज जो हम कर सकते हैं वह कुछ इस तरह से है क्योंकि हम करेंगे डेटा से यह पता लगाना है इन मॉडल मापदंडों को सब्सट्रेट बनाम समय की भिन्नता से निर्धारित किया जा सकता है समय डेटा बनाम सब्सट्रेट एकाग्रता हम एक प्रयोग करते हैं जहां हम एक करते हैं एंजाइमेटिक प्रतिक्रिया और फिर हम समय के साथ सब्सट्रेट एकाग्रता की निगरानी करते हैं और यही है डेटा जो हमारे पास है हमारे पास विभिन्न समय पर सब्सट्रेट सांद्रता है उस डेटा से कैसे क्या हमें मॉडल पैरामीटर मिलते हैं जो हम अभी देखने जा रहे हैं कम से कम उसी के आधार पर आधार इस प्रकार हैमाइकलिस मेंटन V VmS Km S है यदि हम इसका उल्टा करते हैं तो आप पता है बाएं हाथ की तरफ उल्टा है और इसलिए हम दाहिने हाथ की तरफ उल्टा करते हैं हमें 1 V किमी मिलता है S VmS बस उलटा इसलिए यदि हम शब्दों को अलग करते हैं तो यह शब्द Km VmS बन जाएगा और यह शब्द 1 Vm तो यह फॉर्म y mx c का है या यदि हम 1 V बनाम 1 S प्लॉट करते हैं तो हमें एक सीधी रेखा मिलने की उम्मीद है एक ढलान के रूप में किमी वीएम और अवरोधन के रूप में 1 वीएम इस तरह के प्लॉट को Lineweaver कहा जाता है बर्क साजिश 1 वी बनाम 1 एस की साजिश आप सब्सट्रेट सांद्रता से वेग की गणना करते हैं और फिर 1 V बनाम 1 S प्लॉट करें आपको ढलान के रूप में Km Vm मिलता है और इंटरसेप्ट के रूप में 1 Vm और मैं लगता है कि यह दर्शकों को ढलान और अवरोधन पता होगा है ना के समीकरण है सीधी रेखा y mx c और m ढलान है c इंटरसेप्ट है इसलिए हमने इसे साजिश करने की कोशिश की इस तरह ताकि एक सीधी रेखा से हम इन मापदंडों को प्राप्त कर सकें तो एस बनाम टी डेटा से एस के दो क्रमिक डेटा पॉइंट एस का उपयोग करके वी की गणना करें और इसे असाइन करें समय अंतराल के मध्य बिंदु और फिर 1 वी बनाम 1 एस सीधी रेखा किमी वीएम के रूप में ए ढलान और अवरोधक के रूप में 1 Vm अन्य प्रकार के भूखंडों का उपयोग किया जा सकता है कुछ कठिनाइयां हैं इस अर्थ में कि यहाँ डेटा बहुत विश्वसनीय नहीं है और यह ढलान और निर्धारित करेगा जल्द ही चलो उस में नहीं मिलता है यह एक परिचयात्मक पाठ्यक्रम है तो यह मात्रात्मकता का एक तरीका है एंजाइम कैनेटीक्स हमने कोशिका में एंजाइमों की बात की और एंजाइम गतिविधि को कैसे निर्धारित किया जाए और कैसे प्राप्त किया जाए गणितीय रूप से कैनेटीक्स का प्रतिनिधित्व करने के लिए और उन मापदंडों को कैसे प्राप्त करें मॉडल मापदंडों अब हम एंजाइमों के औद्योगिक उपयोगों को देखते हैं वे बहुत व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं यदि आप इस वीडियो को देखते हैं यह आपको विभिन्न तरीकों या एंजाइमों के कुछ तरीके बताएगा उपयोग किया जाता है और उनका उपयोग प्रति वर्ष अरबों डॉलर का स्तर होता है उदाहरण के लिए यदि आप ठीक हैं मुझे सिर्फ यह इंगित करने दें औद्योगिक एंजाइम वीडियो नंबर 16 है आप चाहें उस पर क्लिक करें और उस पर एक नज़र डालें यह वीडियो ठीक है कृपया वो करें एंजाइम जैसा कि हमने आमतौर पर प्रोटीन कहा है वास्तव में सूक्ष्मजीवों द्वारा निर्मित होते हैं बायोरिएक्टर और यह आजकल एंजाइमों का एक बहुत स्रोत है ठीक है अन्य स्रोत जैसे कि आप पहले से जानते हैं कि अन्य स्रोत भी हुआ करते थे जैसे कि जानवर आदि वो हैं आजकल बहुत अधिक उपयोग नहीं किया जाता है अधिकांश एंजाइम सूक्ष्मजीवों द्वारा निर्मित होते हैं बायोरिएक्टर उदाहरण के लिए डिटर्जेंट उद्योग बेहतर सफाई शक्ति के लिए प्रोटीज और एमाइलेज का उपयोग करता है बेकिंग उद्योग एमाइलेज का उपयोग करता हैशराब बनाने का उद्योग एमाइलेज ग्लूकेनेस और प्रोटीज़ का उपयोग करता है डेयरी उद्योग रेनिन लिपेस लैक्टेसस्टार्च उद्योग एमाइलेज ग्लूकोज आइसोमेरेज़ का उपयोग करता है कपड़ा उद्योग एमाइलेज का उपयोग करता हैचमड़ा उद्योग ट्रिप्सिन प्रोटीज और एंजाइमों का कॉकटेल और इसी तरहफार्मास्यूटिकल्स ट्रिप्सिन और इतने पर ठीक है इसलिए जैसा कि मैंने कहा अरबों का भारी उपयोग किया जाता है डॉलर का मूल्य प्रति वर्ष है जो शामिल है एंजाइम उपयोग में शामिल राशि एंजाइम निर्माण एंजाइम का उपयोग तो यह वीडियो आपको कुछ विचार देता है कि डिटर्जेंट में एंजाइम का उपयोग कैसे किया जाता है कृपया लें इस वीडियो को देखें यह novozymes द्वारा है लेकिन उस वीडियो के विवरण को देखें में भी है इन सभी सिफारिशों के लिए हमारे अस्वीकरण को ध्यान में रखें जब हम आगे मिलते हैं तो यह कहानी है जो हम दही बनाने की बड़ी कहानी में पूछने जा रहे हैं सेल में प्रोटीन और एंजाइम कैसे बनाए जाते हैं ठीक है हमने देखा कि एंजाइम होते हैं इस्तेमाल किया जा रहा है सेल में भारी उपयोग किया जाता है विभिन्न विभिन्न प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने के लिए और इतने पर सूक्ष्मजीवों द्वारा उत्पादित एंजाइमों का उपयोग रोजमर्रा के उत्पादों में किया जाता है और इसलिए मेरा मतलब है कि ए बहुत बड़ी उद्योग अगली कहानी हम यह देखने जा रहे हैं कि प्रोटीन और एंजाइम कैसे हैं वास्तव में सेल में बनाया ठीक है चलो बाद में मिलते हैं तब आप देखना